हमने टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाने के लिए सीरीज में बैटरियों को जोड़ने पर चर्चा की यदि हम टर्मिनल करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो हम पैरलल में बैटरीयो को कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या हम पैरलल में बैटरीयो को कनेक्ट कर सकते हैं अब हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ बैटरीआं इस तरह से पैरलल मे जुड़ी है हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज VT है और आपके पास हर एक बैटरी से iB1 iB2 iBn करंट हैं और टर्मिनल करंट iT iB1 iBn iBn terminal current iT iB1 iBn iBn का योग है ऐसे ही तो यह पूरे सिस्टम के पूरे सेट के डिस्चार्ज करंट कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा हालाँकि आपको पता होना चाहिए कि कोई पैरलल में वोल्टेज सोर्सेज को कनेक्ट नहीं कर सकता है हमने पहले देखा है कि पैरलल में वोल्टेज सोर्सेज को जोड़ने से उनके बीच हयूज सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा यहां तक कि अगर वोल्टेज में थोड़ा भी अंतर है जैसे कि नैनो वोल्ट या माइक्रो वोल्ट में भी तो भी यहां एक हयूज सर्कुलेटिंग करंट हो सकता है क्योंकि उनके इम्पीडेंसेस सीरीज इम्पीडेंसेस रिसोर्सेज लगभग जीरो हैं और इसलिए एक हयूज सर्कुलेटिंग करंट हो सकता है और इससे कमी आएगी पूरे बैटरी सेट की कैपेसिटी में भारी कमी आएगी तो सामान्य तौर पर आप पैरलल में दो वोल्टेज सोर्सेज को सीधे नहीं जोड़ते हैं यह ऑन नहीं है सर्कुलेटिंग करंट प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं प्रत्येक बैटरी में सीरीज में डायोड को जोड़ सकता हूं और उन्हें OR करूंगा और फिर इसे इस तरह लोड से कनेक्ट कर लूंगा तो इस मामले में इन दो बैटरियों के बीच एक सर्कुलेटिंग करंट नहीं होगा इन दोनों डायोड और ओरिंग इफेक्ट के कारण उस करंट को यहां से और यहां से लोड तक देखने की कोशिश कीजिए लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोनों बैटरियों के बीच करंट की शेयरिंग होगी यह फिर से दो बैटरियों के इंटरनल इम्पीडेंसेस पर निर्भर करता है आइए हम कहें इस बैटरी की इंटरनल इम्पीडेंस कम है इसलिए यह बड़े करंट को चलाने की कोशिश करेगी और अगर यह एक इम्पीडेंस है इंटरनल इम्पीडेंस जोकि बड़ी है तो इंटरनल इम्पीडेंस के एक्रॉस एक ड्रॉप होगा और फिर यह डायोड रिवर्स बायस्ड हो सकता है तो यह केवल R0 को पावर दे रहा होगा तो ये समस्याएँ आ सकती हैं और आप पैरलल कनेक्शन के बीच करंट की शेयरिंग को गारंटी या इंश्योर नहीं कर सकते हैं तो फिर यह इनहैंसड टर्मिनल करंट के होने का उद्देश्य पराजित करता है तो हम क्या करे हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स को पिक्चर में लाने की आवश्यकता है आइए उस पर एक नजर डालते हैं आइए अब हम चर्चा करते हैं कि हम PV एप्लीकेशन के पैरलल बैटरियों को कैसे कनेक्ट करेंगे टिपिकल PV एप्लिकेशन इस तरह है PV मॉड्यूल इस तरह एक बफर कैपेसिटेंस CT से जुड़ा होता है और फिर जो R0 से जुड़ा होता है जब आपके पास एक बैटरी होती है जो आप सामान्य रूप से इस टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप केवल एक बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल बैटरी यदि आपके पास कई बैटरियां हैं और आप उन्हें ऐसे पैरलल करना चाहते हैं कि टर्मिनल करंट इनहैंस हो तो हमें DC DC कनवर्टर की सहायता लेनी होगी तो हम कहते हैं कि मेरे पास एक बैटरी है अब इस बैटरी को मैं इस पॉइंट पर इंटरफ़ेस करना चाहता हूं मैं यह कैसे करूंगा तो यह बैटरी मुझे इसे DC DC कनवर्टर के माध्यम से पास करने दें मैं एक बूस्ट कन्वर्टर को उदाहरण के रूप में लूंगा लेकिन आप किसी अन्य कनवर्टर को भी ले सकते हैं जो PV पैनल की टर्मिनल पोटेंशियल के साथ इस बैटरी के पोटेंशियल को सूट करेगा जहां आप उचित रूप से ड्यूटी साइकिल ले सकते हैं जिसकी हमने पहले चर्चा की है इसे सिर्फ एक बूस्ट कनवर्टर या एक बक कनवर्टर या एक बक बूस्ट कनवर्टर की आवश्यकता है यह एक फ्लाई बैक कनवर्टर की तरह एक आइसोलेटेड कनवर्टर भी हो सकता है शायद मैं आपको बाद में एक उदाहरण दिखाऊंगा अब हम कहते हैं कि यह बूस्ट कनवर्टर का पहला भाग है हमारे पास इंडक्टर और स्विच है और मेरे पास यहां एक डायोड होना चाहिए मुझे इन दो ग्राउंडस् को कॉमन करने दें तो हम कहते हैं कि यह सेम सर्किट ग्राउंड है और यहां हम डायोड को रखेंगे जिससे बूस्ट कन्वर्टर सर्किट अब पूरा बन जाएगा और डायोड आउटपुट को एक कैपेसिटेंस में जाना चाहिए और वह कैपेसिटेंस CT होगा तो बूस्ट कनवर्टर वोल्टेज को यहां से पंप करेगा इसे बूस्ट करेगा और फिर इसे कैपेसिटेंस CT में डालता है और ट्रांजिस्टर स्विच एनर्जी पर है करंट इस तरह से फ्लो हो रही है करंट फ्लो हो रहा है और एनर्जी इंडक्टर में स्टोर है और जब स्विच बंद होता है तो इंडक्टर का करंट इस डायोड के माध्यम से CT में फ्लो होगा और फिर पुनः वापस आ जाएगा तो यह इस तरह से फ्लो होगा अब यहां इस तरह से एक बैटरी जुड़ी होगी अब हम कहते हैं कि आपके पास एक और बैटरी है और मुझे एक और कनवर्टर शामिल करना है और मैं बूस्ट कन्वर्टर्स को इसी तरह से लगाऊंगा और बैटरी पंप होगी जब स्विच ऑन है बैटरी इंडक्टर को चार्ज करेगी और स्विच बंद हो जाएगा यह डायोड और यहां कैपेसिटर से इस तरह से फ्लो होगा तो इस तरह से यह बैटरी माना कि यह VB2 है जो कैपेसिटर CT में बैटरी से पावर को पंप करेगा अब ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और इसलिए ओरिंग की पावर होगी और इसलिए करंट इनहैंसड हो जाएगा अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों बैटरियों को आवश्यक रूप से एक समान वोल्टेज की होने की आवश्यकता नहीं है यह 6 वोल्ट की बैटरी हो सकती है यह 12 वोल्ट की बैटरी हो सकती है और टर्मिनलों पर यह 20 वोल्ट DC बस हो सकती है इसलिए उसी प्रकार से ड्यूटी साइकिल पर निर्भर करते हुए आप अभी भी पैरलल में CT में एनर्जी पंप कर सकते हैं इसलिए की DC DC कनवर्टर का उपयोग करने के लाभ के साथ जैसा कि मैंने कहा आप एक आइसोलेटेड कनवर्टर का उपयोग भी कर सकते हैं अब हम कहते हैं कि मेरे पास इस तरह से बैटरी जुड़ी हुई है यह एक वही ग्राउंड है अब मेरे पास यह बैटरी है अब यह बैटरी VB3 है अब यह एक इंडक्टर और स्विच से जुड़ा हुआ है इसलिए जब स्विच ऑन होता है एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती है अब मैं इसे कुछ इस अंदाज में इसे इंडक्टर की दूसरी साइड पर पास कर लूंगा इसलिए जब स्विच बंद होता है तो जब स्विच ऑन होता है तो डॉट पॉजिटिव होता है जब स्विच बंद होता है तो डॉट नेगेटिव हो जाता है नॉन डॉट पॉजिटिव हो जाता है यह पॉजिटिव हो जाता है यह इस नोड से CT में करंट पंप करना शुरू कर देगा और फिर यह यहां वापस आएगा कैपेसिटी का सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी तो आप देखेंगे कि आप इस बैटरी से एनर्जी को इस बफर कैपेसिटर CT में यहां तक कि नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर से भी पंप कर सकते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास वही कनवर्टर वही बैटरी होना चाहिए आपके पास अलग अलग बैटरीया यूटेक्टिक कॉम्बिनेशनल बैटरीया हो सकती हैं आपके पास अलग अलग कन्वर्टर्स विभिन्न प्रकार के कन्वर्टर्स आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड हो सकते हैं और अभी भी पैरलल में बस कैपेसिटर में पावर पंप कर सकते हैं इसकी एक कमी जो मैंने अभी अभी दिखाई है वह यह है कि पावर केवल एक दिशा में फ्लो हो सकती है एक दिशा में पावर फ्लो इसका मतलब यह है कि पावर केवल बैटरी से CT VB1 से CT VB2 से CT तक फ्लो हो सकती है पावर CT से वापस VB2 में नहीं जा सकती क्योंकि जब आप नॉर्मली यहां एक बैटरी कनेक्ट करते हैं अगर कोई चार्ज होता है जिसे हटाना पड़ता है जो बैटरी में सिंक हो सकता है बैटरी सिंक के रूप में कार्य कर सकती है लेकिन यहां इसके साथ क्योंकि इन डायोड की उपस्थिति के कारण वे केवल सोर्स कर सकते हैं और वे सिंक नहीं सकते हैं और हम यह भी कहें कि PV पैनल में एक इंटरनल डायोड प्रोटेक्शन डायोड है और इसलिए यह भी सिंक नहीं हो सकता है तो क्या होगा यदि आपको कैपेसिटेंस CT को डिस्चार्ज करने की आवश्यकता है तो आपके पास अब कोई सिंक करंट कैपेबिलिटी नहीं है हम यह कहते हैं कि यह R0 हटा दिया गया है कि यह ओपन सर्किटड R0 अनंत है इसलिए यदि R0 अनंत है और हम कहे कि CT ओवरचार्ज है यदि CT ओवरचार्ज है तो वोल्टेज अधिक और जरूरी है कि यह CT को भी डिस्चार्ज करे आप CT को डिस्चार्ज कैसे करते हैं CT का कोई डिस्चार्ज पाथ नहीं है यह इसके माध्यम से डिस्चार्ज नहीं हो सकता है यह इसके माध्यम से डिस्चार्ज नहीं हो सकता है यह इसके माध्यम से डिस्चार्ज नहीं हो सकता है यह इसके माध्यम से डिस्चार्ज नहीं हो सकता है यह PV के माध्यम से डिस्चार्ज नहीं हो सकता है क्योंकि PV के पास एक प्रोटेक्शन सीरीज प्रोटेक्ट डायोड है तो इसलिए CT बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं हो सकता है और इसके पास डिस्चार्ज पाथ नहीं है यह इस खास टोपोलॉजी का एक ही सिंगल ड्रॉबैक है जिसे मैंने ड्रॉ किया है लेकिन हम इस समस्या को कम करने की कोशिश करेंगे हम देखेंगे कि हम इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं और हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि CT को कैसे डिस्चार्ज किया जाए यह R0 इन्फिनिटी अनंत होने की स्थिति में या किसी अन्य स्थिति के दौरान भी ओवर चार्ज हो जहां आपको CT से चार्ज हटाने की जरूरत है आइए अब देखते हैं कि हम कैसे यूनिडायरेक्शनल पावर फ्लो की समस्या को हल कर सकते हैं हम पावर कन्वर्टर्स को बाईडायरेक्शनल बनाएंगे तो पहले मुझे PV सोर्स को बफर कैपेसिटेंस से कनेक्ट करने दें जो कि लोड से जुड़ा है यह CT है अब इस CT के लिए हमें बैटरी को जोड़ने के लिए इंटरफ़ेस सेट करना होगा अब एक बैटरी पर विचार करें और पहले की तरह हमारे पास एक बूस्ट कनवर्टर होगा और मैं इस ग्राउंड को कॉमन कर दूंगा और मैं इस ग्राउंड को भी सेम बनाऊंगा सेम पॉइंटस यहां से सीधे ऊपर का डायोड तो मुझे डायोड कनेक्ट करने दें तो अब यह हिस्सा कनवर्टर है और स्विच ON है एनर्जी इंडक्टर में स्टोर है और स्विच OFF है इंडक्टर में स्टोर एनर्जी को कैपेसिटर ct में डंप कर दिया जाता है और वापस अब हम बैटरी में पावर को वापस कैसे पंप करते हैं अगर वहां रीजेनरेशन के कारण या लोड से रीजेनरेशन वापस आने के कारण CT पर अतिरिक्त चार्ज है इसलिए हम क्या करेंगे इस तरह से एक कनेक्शन बनाते हैं अब मैं यहां BJT को कनेक्ट कर रहा हूं BJT या MOSFET को इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूं और इस ट्रांजिस्टर के एक्रॉस एक डायोड को मैं इस डायोड के एक्रॉस एक BJT को कनेक्ट कर रहा हूं और इस ट्रांजिस्टर के एक्रॉस एक डायोड कनेक्ट कर रहा हूं अब आप देखते हैं मान लें कि यह इनपुट सोर्स है और पावर को इस तरह से बैटरी में फ्लो करना है तो अगर आप उस पर गौर करते हैं तो आप केवल लाल कंपोनेंट्स BJT डायोड इंडक्टर बैटरी को देखते हैं तो यह इस दिशा में एक बक कनवर्टर बनाता है यह इस दिशा में बूस्ट कंडक्टर बनाता है बैटरी से CT जब पावर उस दिशा में बह रही होती है तो यह एक बूस्ट ऑपरेशन होता है यह एक नीला कंपोनेंट होता है बैटरी के लिए CT हम लाल कॉम्पोनेंट्स का उपयोग करते हैं और यह बक ऑपरेशन होगा तो यह एक बक कनवर्टर बन जाएगा तो इस तरह से अगर हम इस तकनीक का उपयोग करते हैं तो आपको दोनों दिशाओं में इधर और उधर पावर फ्लो मिलता और आपको यह सोर्सिंग सिंकिंग प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए हम इसे इनेबल सोर्सिंग के रूप में कहेंगे इसलिए जब आप इसे इनेबल करते हैं और गेटिंग पल्सेस को इस BJT के बेस ड्राइव में आने की अनुमति देते हैं तो यह ट्रांजिस्टर स्विचिंग इनेबल्ड है और बैटरी सोर्स करने में सक्षम होती है आपके पास यह पिन भी होगी और हम उसको इनेबल सिंकिंग के रूप में कहेंगे तो ये दोनों आपस में विशेष हैं और आप सिंकिंग इनेबल करते हैं तो यह ट्रांजिस्टर हाई फ्रीक्वेंसी पर स्विच ऑन और ऑफ हो रहा है और बक ऑपरेशन पिक्चर में आता है और पावर CT से बैटरी में बैटरी में पहुंचाया जाता है इसलिए इस तरह से आप दोनों दिशाओं में पावर को पंप कर सकते हैं तो अब हम इस हिस्से को मार्क mark करते हैं इसलिए यह बैटरी और PV टर्मिनल के बीच हमारा मुख्य इंटरफ़ेस ब्लॉक है और इसे इंटरफ़ेस ब्लॉक या पैरलल कनेक्शन कहा जाता है अब इस इंटरफ़ेस ब्लॉक को आप डुप्लिकेट कर सकते हैं हम कहते हैं कि मेरे पास उसके जैसा एक और इंटरफ़ेस ब्लॉक है और मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं मैं इस ग्राउंड कनेक्शन को यहां बनाता हूं और फिर मैं इस इनेबल सोर्सिंग पिन को बाहर लाता हूं फिर मैं इस इनेबल सिंकिंग पिन को बाहर लाता हूं और फिर उसके बाद मैं इस इंटरफ़ेस ब्लॉक को कनेक्ट करूंगा मैं इसे कनेक्ट करूंगा तो इस तरह एक और बैटरी पैरलल में CT के लिए इंटरफ़ेसड करती है अब अगर मैं इस VB1 कहता हूं और मैं इसे VBn की तरह कहूंगा और बीच बीच में किसी भी संख्या में ब्लॉक किसी भी संख्या में बैटरीज और टर्मिनल करंट को इनहैंस करने के लिए इस टर्मिनल वोल्टेज पॉइंट के पैरलल में किसी भी संख्या में ऐसे इंटरफ़ेस कनेक्शन हो सकते हैं VB1 से VBn शायद सेम बैटरीआ या वे विभिन्न बैटरीआ या विभिन्न प्रकार की बैटरीआ हो सकती हैं एक लेड एसिड बैटरी हो सकती है एक लिथियम पॉलीमर बैटरी हो सकती है एक में पावर हाई डेंसिटी हो सकती है एक में हाई एनर्जी डेंसिटी हो सकती है इसलिए आपके पास यूटेक्टिक कांबिनेशंस की बैटरीआ हो सकती हैं जिन्हें आप उचित पावर देने के लिए पैरलल कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ये इंटरफ़ेस ब्लॉक जो मूल रूप से DC DC कन्वर्टर्स हैं जो बूस्ट बक या बक बूस्ट या फ्लाई बैक कन्वर्टर्स हो सकते हैं इस इंटरफ़ेस को इनेबल करने के लिए और इस प्रकार के बाई डायरेक्शनल स्विचों का उपयोग करके आप इस दिशा से CT और CT से इस दिशा में पावर फ्लो बनाने में सक्षम होंगे तो अब हम कहते हैं कि आप सोर्स के लिए जा रहे हैं आप इसे इनेबल कर रहे हैं आप इसे 0 बना देंगे आप इस ट्रांजिस्टर को स्विच करने की अनुमति नहीं देंगे केवल डायोड का उपयोग किया जाएगा तो यह स्विचिंग है पावर CT में डाली जाती है अब एक बार CT वोल्टेज एक विशेष सेट स्पेसिफाइड लिमिट के पार हो जाता है और तब हम इसे बैटरी में रखना चाहेंगे तो आप सिंकिंग मोड को इनेबल कर सकते हैं यह इनेबल किया जा सकता है यह डिसएबल हो जाएगा तो केवल इस लाल कंपोनेंट डायोड और इस BJT के डायोड का उपयोग किया जाएगा और बंकिंग ऑपरेशन होगा और फिर पावर को इस तरह से बैटरी में डाल दिया जाएगा अब हम देखेंगे कि हमें कैसे सिग्नल मिलेंगे CT के एक्रॉस वोल्टेज पर विचार करें मुझे उसे VT की तरह ड्रॉ करने दें वह टर्मिनल वोल्टेज है अब इस टर्मिनल वोल्टेज का उपयोग करके हम यह तय करते हैं कि क्या हम इनेबलिंग सोर्सिंग या सिंकिंग सोर्सिंग के लिए सिग्नल दे सकते हैं अब मुझे एक कंपैरेटर और कंपैरेटर का आउटपुट ड्रॉ करने दें मैं एक गेट सिग्नल देने के लिए कंपैरेटर आउटपुट दूंगा और मैं एक और AND गेट के साथ करूंगा और AND गेट का दूसरा इनपुट मैं एक क्लॉक को दूंगा और उस क्लॉक में इस तरह का ड्यूटी साइकिल पल्स होगा जो वास्तव में स्विच बेस ड्राइव पर पल्सेस को पास देगा इसी तरह मेरे पास एक और सेट एक और कंपैरेटर होगा और उस कंपैरेटर का आउटपुट दूसरे AND गेट पर जाता है यह एक और AND गेट इनपुट देता है और वहां क्लॉक दी जाती है तो यहाँ आपको इन दो स्थानों पर क्लॉक पल्सेस पर गेट मिलेगा अब मैं इस तरह से इनपुट में जुड़ूंगा ठीक है अब पहला इनपुट यहां मैं इसे VTmax के रूप में कहूंगा यह कुछ ऐसा है जिसे हमें सेट करने की जरूरत है हम कहेंगे कि इस कैपेसिटर के एक्रॉस वोल्टेज VTmax से अधिक नहीं हो सकता है वह अपर लिमिट है और दूसरा VT की सेंसड वैल्यू है हम इसे देंगे और वहां प्लस माइनस प्लस और माइनस भी है तो हमें पार्ट्स के नामकरण को पूरा करने दें इसे इनेबल सोर्सिंग के रूप में कॉल करें इसे इनेबल सिंकिंग बोले आपके पास सप्लाईज है ऑपरेशन बहुत सरल है VT सेंसड सिग्नल VT है VTmax कांस्टेंट है इसलिए जब भी VT VTmax से कम होता है तो यह हाई होता है और यहां VTmax माइनस टर्मिनल माइनस पिन को दिया जाता है इसलिए यह लो है तो यह तब अधिक होता है जब VT VTmax से कम होता है और यह AND गेट इनेबल होता है यह AND गेट इनेबल नहीं होता है इसलिए क्लॉक पल्सेस इनेबल सोर्सिंग को पास होती है तो यह पलसिंग होगा और यह एक बूस्ट कनवर्टर के रूप में कार्य करेगा यही कारण है कि पावर यहां से CT तक फ्लो करेगी अब जब VT VTmax को क्रॉस करता है तो VT VTmax से अधिक हो जाता है VT यहां माइनस से जुड़ा है यह कम हो जाएगा VT यहां प्लस से जुड़ा है यह हाई हो जाएगा जिस पल यह हाई जाता है यह AND गेट इनेबल है यह डिसएबल है तो सिंकिंग को इनेबल करें क्लॉक भी इनेबल सिंकिंग में जाती है यह यहां जाएगी और यह स्विचिंग करना शुरू कर देगा यह स्विच नहीं करेगा और इसलिए यह अब बक कन्वर्टर के रूप में काम करेगा पावर VT साइड से VB1 में फ्लो करता है तो इस तरह से आप आगे और पीछे दोनों तरफ से पावर फ्लो पा सकते हैं VT को देख कर सेंसिंग कर आप CT और बैटरियों के एक्रॉस में वोल्टेज के नियमन का माप ले सकते हैं जितनी बैटरी आप चाहें उतनी बैटरी इस तरह से पैरलल हो सकती हैं